यहां एग्जांपल देखिए सीक्वेंस AATCTATA और दूसरा सीक्वेंसAAGATA अब यदि हम दो सीक्वेंस को एलाइन करना चाहे इनके बीच में कोई गैप ना आए इसके लिए 3 तरीके से लाइन करेंगे यदि मैं यह चाहूं कि दोनों सीक्विंस में कोई गैप ना आए तो सीक्वेंस वन और टू को इस तरह अरेंज करना पड़ेगा की एलाइनमेंट सबसे उत्तम हो तो यदि यहां फर्स्ट एलाइनमेंट ले तो मैच1234 मैचेस दिख रहे हैं तो स्कोर चार होगा यदि 4 पूरे मिसमैच हो रहे हो तो स्कोर जीरो होगा इसी तरह से जितने मैच होंगे उसके आधार पर नंबर होगा यदि अलाइनमेंट में तीन मैच हो रहे हैं तो स्कोर तीन होगा हमारे पास आईडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमATCG का उपयोग करते हैं यदि यह एक सा है तो हम एक लिखते हैं और यदि अलग है तो हम जीरो लिखते हैं हमने यहां गैप इंट्रोड्यूस किया है ऐसा क्यों किया है इसका कारण बैटर एलाइनमेंट है अच्छे अलाइनमेंट के लिए यदि कुछ चेंज करना पड़े तो हमें गैप की आवश्यकता होगी हमारे पास123456 78सीक्वेंस की लेंथ है यहां लेंथ3 6 है यहां हम देखते हैं की दो सीक्वेंस को मिलाने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं लगभग 28 अलग अलग तरीकों से 2 डिफरेंट सीक्वेंस को मिलाया जा सकता है

आप यहां आप उदाहरण में देख रहे हैं सीक्वेंस एक दो और 3 हम यहां एक इसके पश्चात एक और गैप डालते हैं इस तरह दो समान गैप है अब अब यहां हम पेनल्टी स्कोर देंगे इधर यहां पर और मिस मैच स्कोर देंगे इस स्थिति में यदि गैप है तो हम गैप पेनाल्टी भी देंगे तो इस तरह यहां हमने माइनस वन लिखा है यदि पहले सीक्वेंस में या दूसरे सीक्वेंस में dash होता तो मैच स्कोर वन होता यदि मिसमैच है तो हमें मिस मैच स्कोर लिखना पड़ेगा हम देखें यदि सीक्वेंस वन सीक्वेंस 2 से मैच नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे कि पहले कितने अलाइनमेंट हुए जैसे यदि 123 तो यहां मैच स्कोर3 होगा यह 1 है और यह 2 है और दूसरे0 हैं तो यदि हम यह एलाइनमेंट ले तो मैचिंग स्कोर12345 के लिए 2 होगा यहां 2 03होगा तो यहां पर शुरुआती एलाइनमेंट बगैर gap के होगा अब यदि स्कोर चेंज करें तो1 3 3 होगा यहां 203 अगले प्रश्न में यदि यह गैप हो और यहां मिसमैच करें तो कैसे समझें इसे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं यहां पर प्रोटीन सीक्वेंस है यदि डीएनए सीक्वेंस दिया जाए और साथ में दूसरा प्रोटीन सीक्वेंस दिया जाए इस तरह सीक्वेंस A और सीक्वेंस बी है इनका एलाइनमेंट हम अलग अलग तरीके से करते हैं पहले तरीके में मैं दोनों के बीच में कुछ गैप रखता हूं दूसरे तरीके में दोनों के बीच में कोई गैप नहीं और तीसरे में गैप इंट्रोड्यूस करता हूं तो यदि फर्स्ट एलाइनमेंट देखें यहांT औरT सेम हैI औरI सेम है इसी तरहT औरT समान है यहां 1234 है और एक गैप है तो 1 और GAP वन और फिरGAP 1 इस तरह से4 30 और यहां वन होगा अब यदि गैप ना दें तो123 माइनस1 हो तो यह2 होगा अब यदि एलाइनमेंट कंपेयर करें पहले और दूसरे के लिए तो डिफरेंस क्या होगा यहां गैप के कारण पेनाल्टी देना पड़ती है इसलिए अंतर आ जाता है इसलिए एलाइनमेंट दो एलाइनमेंट वन की जगह ज्यादा अच्छा है अब हम यदि गैप को मिनिमाइज और स्कोर को मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो इसके लिए कई तरीके हैं अगला इशू है की गैप कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए यदि आप अलाइनमेंट देखेंकिंतु यह मुश्किल है हम देखें की फर्स्ट एलाइनमेंट में दो गैप हैं जो हमने अलग अलग टाइम में इंट्रोड्यूस किए अगली बार हमने एक साथ दो गैप डालें तो यदि हम इवोल्यूशनरी रेट देखें या जीवो की उत्पत्ति देखें तो लगातार होने वाले गैप ज्यादा पास है जबकि डिफरेंट जगह पर इंट्रोड्यूस किए गए गैप या insertion और डीलीशनजो अलग अलग जगह पर किए गए हैं कम महत्वपूर्ण होते हैं तो यदि हम इस बात को ध्यान रखें कि हम दो उत्पन्न किए गए गेप के बीच में कुछ पेनाल्टी रखें हमारे पास तो सीक्वेंस है एक में12 रेसिड्यू और दूसरे में9 रेसिड्यू हैं अब हमारे पास तीन रिड्यूस की शॉर्टेज है हम यहां 3 गैप डालेंगे इन्हें या तो एक साथ या सेपरेट कर डालेंगे यदि हमारे पास होमो लोग सीक्वेंस और कुछ रेसिड्यू मिसिंग है यह N टर्मिनल या सी टर्मिनल पर हो सकते हैं अब हम यह तीन रेसिड्यू या तो डीलीशन या insertion से रखेंगे एक सीक्वेंस मैं डीलीशन या दूसरे में insertion करेंगे इस तरह हम दूसरे सीक्वेंस को कवर करते हैं इस केस में हम गेट के आधार पर पेनाल्टी इंट्रोड्यूस करेंगे उदाहरण में देखें की एक शुरुआती पेनाल्टी है और दूसरी गैप के आधार पर डाली गई है यहां हम प्रत्येक सीक्वेंस के साथ गैप इंट्रोड्यूस करते हैं और पेनाल्टी डालते हैं दूसरी पेनल्टी लेंथ पेनल्टी कहलाती है यहां पर मिसिंग कैरेक्टर के नंबर के आधार पर होती है यह एक सीक्वेंट का दूसरे सीखने के साथ एलाइनमेंट करने पर किस जगह पर मिसिंग नंबर है से देखा जाता है अब हम तीन सीक्वेंस और उसके जैसे ही 3 सीक्वेंस देखेंगे यहां दो अलग जगहों पर गैप है यह समान जगह पर है तो यदि हम ओरिजिनेशन पेनाल्टी 2 की देखें क्योंकि हमने इसे इंट्रोड्यूस किया है यह नेचर का सिलेक्शन नहीं है इसलिए यहां पेनल्टी कहलाएगा और यहां माइनस टू है लेंथ पेनाल्टी माइनस वन और मैच स्कोर वन मिस मैच स्कोर जीरो है तो पहले एलाइनमेंट का मैच स्कोर क्या होगा स्टूडेंट 3 3 मिस मैच स्कोर यदि जीरो है तो ओरिजनेटिंग पेनाल्टी होगी 2 2 और दो हमने ओरिजनेट की इस तरह22 2तो यहां लेंथ पेनाल्टी2 होगी 4 2 1यदि हम लास्ट दो वन ले यहां5 2 21 तो यदि आप यह दो एलाइनमेंट को कंपेयर करें यहां हम केवल एक बार इंटरव्यूज कर सकते हैं यदि यह दो बार हो और नेचर का सिलेक्शन हो तो हम यह एलाइनमेंट मैं दो टाइम इंसर्ट कर सकते हैं तो हम ज्यादा अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं यहां हमने बहुत सरल तरीके से वैल्यू डाली है वन और माइनस वनपेनाल्टी के लिए माइनस टू ओरिजिनेशन पेनाल्टी के लिए और जीरो मिसमैच के लिए किंतु क्या यह रिलायबल है तो यदि केवल एक और जीरो लिया जाए तो क्या यह एलाइनमेंट के लिए उचित है उदाहरण के लिए न्यूक्लिक एसिड जैसे यह डीएनए हैं तो इसमें 4 डिफरेंट बेस होंगे क्या हमें किसी भी चेंज में एक सा स्कोर मिलेगा किंतु यह रिलायबल नहीं है क्योंकि purine कई बारpurine से औरpyrimidine कई बारpyrimidine से याpurine pyrimidine से या इसका उल्टा हो सकता है इस तरह एमिनो एसिड में परिवर्तन आ सकता है जैसे पहले हमने देखा alanine का valine से रिप्लेस होने पर बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है क्योंकि एक हाइड्रोफिलिक है और दूसरा हाइड्रोफोबिक है यह अंतर उनके साइड चेन के अंतर के कारण होता है alanine में एकCH2 होता है valanineमैं 3CH2 होते हैं किंतु यदि आप alanine कोlysine से रिप्लेस करें तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां पर यह हाइड्रोफोबिक है यह वातावरण को चेंज कर देता है इस तरह से alanine कोvaline चेंज करना अच्छा नहीं होगा यही स्कोरalanine कोlysine रिप्लेस करने पर होगा यह म्यूटेशन है तो यहां पर अलग तरह से स्कोरिंग देना पड़ेगी यह ब्लास्ट कहलाएगा ब्लास्ट में हम कई बार एक से न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हैं स्कोर5 तो अंतर4 होगा यदि आप माइल्ड reward दे1 या 1 दे तो ट्रांजीशन में क्या होगा यहां purine से purine जैसेA याG और Pyrimidine सेpyrimidine C याT इस तरह यह चेंज हो सकते हैं अब ट्रांस वर्शन देखते हैं यहांPurine से pyrimidine या उसका उल्टा होगा यहां पेनल्टी 5 और 1 होगी Purine मैं दो रिंग औरpyrimidine मैं एक रिंग होती है यहां2 रिंग से2 या1 रिंग से1 परिवर्तित हो सकता है इस तरह यहां 1 की पेनाल्टी लग सकती है अब यदि एक रिंग से दो रिंग या दो रिंग से एक रिंग परिवर्तित हो अब यहां क्राउडेड सिचुएशन आ जाती है या टोटली फ्री कंडीशन यहां पर 5 की पेनल्टी लगेगी अब यहां मेट्राइटिस हैं चार न्यूक्लियोटाइड की जगहATGC शुरू में हमने1 1 1 1 उपयोग किया अब परिवर्तित का स्कोर लिखें यदि मैच स्कोर1 है तो यदिPURINE से PURINE याPyrimid ineयाpyrimidine सेpyrimidine याpurine हो तो हम 5 देंगे आप इस स्थिति में एलाइनमेंट क्या होगा अधिकतरpurine purine को औरpyrimidinepyrimidine को प्रेफर करेंगे इस तरह यदि मैच करना या म्यूटेट करना चाहेसिमिलर टाइप के एमिनो एसिड रेसिड्यू या न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहे तो दूसरे तरीके को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है किंतु कुछ स्थिति में यह नहीं हो पाता तो यहां 5 स्कोर दिया जाता है यह न्यूक्लियोटाइड के लिए है अब देखते हैं एमिनो एसिड के लिए क्या करते हैं हमारे पास20 डिफरेंट अमीनो एसिड रेसिड्यू है जिन्हें दो मेजर ग्रुप हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मैं विभाजित किया गया है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हमारे पास अलग अलग रूप जैसे एलिफेटिक एरोमेटिक और सल्फर कंटेनिंग रेसिड्यू पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और पोलरहै अब हम देखते हैं की एमिनो एसिड में म्यूटेशन कहां हो रहा है यदि 2 अमीनो एसिड में एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप हो तो हम इसे गुड पॉजिटिव स्कोरदेंगे क्या नॉनपोलर फंक्शनल ग्रुप चार्ज ग्रुप एरोमेटिक या एलिफेटिक हो तो यहां पेनाल्टी देंगे क्योंकि यह सिचुएशन को ऑल्टर कर देती है फंक्शन और स्टेबिलिटी ऑल्टर हो जाती है यह हमने सिकल सेल एनीमिया मैं देखा था यहां ग्लूटामिक एसिड6valine से रिप्लेस किया गया था इसमें हम पेनाल्टी देंगे तो हम यहां इस तरह लाइन करेंगे अब मैट्रिक्स के लिए अलग अलग क्या तरीके हैं हमारे पास20 एमिनो एसिड है एक अमीनो एसिड का दूसरे एमिनो एसिड से परिवर्तन कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो आप हाइड्रोफोबिसिटी को परिवर्तन करते हैं या हम छोटे साइज अमीनो एसिड से अमीनो एसिड का इंटरेक्शन देखें क्योंकि यह हाइड्रोफोबिसिटी से प्रभावित नहीं होता बल्कि यह matricesको derive करने के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं जैसे छोटे मॉलिक्यूलserine काalanine याglycine काserine से इंटरेक्शन यहां दूसरा ऑप्शन जेनेटिक कोड है कोडान को कन्वर्ट करने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड सब्सीट्यूशन की जरूरत पड़ती है यह चार न्यूक्लियोटाइड हैATGC तो 20 अमीनो एसिड है हमें मालूम है कभी कभी एक म्यूटेशन और कभी दो म्यूटेशन यह सब्सीट्यूशन के नंबर पर निर्भर करेगा अब आप सब्सीट्यूशन के आधार पर ग्रुप समझ सकते हैं और उसी के आधार पर जेनेटिक कोड डिफाइन होते हैं इन्हीं से प्रोटीन सीक्वेंसर एलाइन होते हैं सबसे कॉमन मेथड हाइड्रोफोबिसिटी है इसमें आप साइज के आधार पर नंबर के आधार पर एलाईन करते हैं किंतु मैट्रिक्स को समझाने के लिए सबसे कॉमन मेथड सब्सीट्यूशन रेट लेना है उदाहरण के तौर पर मैंने हिमोग्लोबिन सीक्वेंस प्रदर्शित किए एक्चुअल सीक्वेंस एलाइन रहते हैं अब वह एक्चुअल रेट देखेंगे की कितनी बारalanine म्यूटएट होकरvaline से रिप्लेस होता है या alanine एस्फाल्टक गैस पेट कितनी बार म्यूटएड होता है तो इसके द्वारा मैं matricesको derive कर A के लिए स्पेसिफिक रेसिड्यू की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि यहां रेसिड्यू बी के लिए कितना म्यूटएट होता है यह ज्यादा या कम है अलग अलग ORGANISM के लिए इसकी रेट क्या है यह स्कोरिंग मेट्राइटिस कहलाता है एलाइनमेंट में यदि रेसिड्यू फ्रिक्वेंटली एलाइन हो रहा है तो यह पॉजिटिव वैल्यू देगा और इनके एलाइनमेंट यदि नहीं देखे जा रहे हैं तो इन्हें PENALIZE किया जाता है तो हम इसे कम SCOREदेंगे तो हम यह एलाइनमेंट अलग अलग सीक्वेंस के समजात का बना कर देखेंगे अब derived मैट्रिक्स जिसे हम पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन कहते हैं यह मैट्रिक्सPAM मैट्रिक कहलाता है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशनPAM जो समान सीक्वेंस के एलाइनमेंट में हो सकता है तो हम यहां सीक्वेंस वन और सीक्वेंस 2 लेते हैं हम यहां100 मैं देखते हैं कुछ90 मैच और कुछ80 मैच प्रदर्शित करते हैं यह अलग प्रकार के सीक्वेंस जो अलग अलग मैच के हैं उपयोग करते हैं उदाहरण के तौर पर90 तो यदि सारे सीक्वेंस ले और इनमें 90 सिमिलरिटी है तो इस स्थिति में10 रेसिड्यू वैसे9 मैच करेगा और केवल1 मैच नहीं करेगा तो यदि90 मैच कर रहे हैं और 10 नहीं तो अब हम देखेंगे की सीक्वेंस 1 के किस रेसिड्यू में म्यूटएट हो रहा है आप यहां ध्यान से देखें उदाहरण के तौर परAITV सब्सीट्यूशनAATV दिखाई दे रहा है यहांI का रिप्लेस A से हुआ है Student I to A यह देखा गया है कि यदिI आई का सब्सीट्यूटA है तो इसे MATRIX DERIVE करने पर कोई अंतर नहीं आता इसे वे समान लेते हैं किंतुPAM matrix लेने पर डायगोनल matrix मिलता है तो आपके पास एक साइड में डाटा और दूसरा डाटा उसकी मिरर इमेज होती है इस तरह हमें diagonal matrix मिलता है तो यह ऐसे सीक्वेंस उपयोग करते हैं जिनकी 85 आइडेंटिटी होती है अर्थात यदि आपके पास200 रेसिड्यू हो तो इनमें 170 कॉमन होंगे 170 या इससे ज्यादा एलाइन होंगे तो इसमें कितने चेंज होते हैं देखते हैं अब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं पहले रिलेटेड म्यूट बिलिटी देखते हैं अर्थात कौन सा विशेष यूएसएड रेसिड्यूA उदाहरण के लिए म्यूट होता है यह देखते हैं किalanine कहां तक किसी विशेष रेसिड्यू से म्यूटएट होता है alanine से कितने सब्सीट्यूशन मैच करते हैं क्योंकि टोटल20 एमिनो एसिड रेसिड्यू होते हैं तो यदि alanine utated हो रहा है तो19 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है तो अब यह बात होती है की alanine कीglycine याalanine कीlysine मैं म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी क्या है यदि85 सीक्वेंस आईडेंटिटी हो तो हम सीक्वेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि यह कहां तक एलाइन हो रहे हैं अब यदि यहांACM हो तो इसका मतलब cystine mutate हो रहा है और इसकी जगह methionine आ रहा है अभी देखेंगे कि यहां कितने बार हो रहा है इसके अलावा cystine का कितनी बार म्यूटेट हो रहा है तो हम यहांPAM मैट्रिक्स के लिएderive सारे कंसेप्ट का उपयोग करेंगे तो यदि आप किसी सीक्वेंस का उदाहरण लें जैसे यदिalanine से glycine तो कौन कौन से अलग स्पेक्ट हमें ध्यान रखना होंगे हमें यहांalanine की फ्रीक्वेंसी देखना होगी और म्यूटेशन देखना पड़ेगा Alanine की म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी यदि1 है औरA कितनी बार MUTATE हुआ है अब यह स्पेसिफिक PAIR उदाहरण के तौर पर कोई विशेष म्यूटेशन जैसेA काG मैं तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखकरPAM मैट्रिक्स derive करना होगा तो हम प्रत्येक अमीनो एसिड की होने की फ्रीक्वेंसी को नार्मल कर प्रत्येक की लॉग वैल्यू निकाल लेंगे यह आपकोPAM मैट्रिक दे देगा अन्यथायह बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा लॉग वैल्यू से हम किसी भी अमीनो एसिड रेसिड्यू की प्रोबेबिलिटी को समझा सकते हैं और दूसरे रेसिड्यू की इवोल्यूशनरी रेट को भी समझा सकते हैं यहां पर डिफरेंट मैट्रिक दिए गए हैं उदाहरण के तौर परPAM 1matrix अर्थात यदि100 रेसिड्यू में एक सब्सीट्यूशन दिखाई दे रहा है तो यहPAM1matrix होगा इसे log odd matrixवैल्यू कहते हैं क्योंकि यहां वैल्यू लॉग से ली गई है यहां हम एक एग्जांपल देखते हैं और मैट्रिक्स derive करते हैं यदि हमारे पास10 सीक्विंस है हम यहां इन्हें एलाइन करते हैं इसके पश्चात डिफरेंट म्यूटेशन क्या है इन्हें कैसे देखेंगे इन्हेंPAMmatrix मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम यहांPAM लेंगे और क्लोज ली रिलेटेड सीक्वेंस से कंपेयर करेंगे जो बहुत ज्यादा समजात सीक्वेंस प्रदर्शित करते हैं जैसे यदिPAM 100 1000 हां तो यह डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी तो यहां पर हम Homology का सीक्वेंस मैट्रिक derive करते हैं सामान्यतःPAM250 एलाइनमेंट के लिए उपयोग होता है दो सीक्वेंसेस के लिए एलाइनिंग करने के बादPAM मैट्रिक्स का उपयोग होता है तो यह क्या है औरPAM MATRIX पॉइंट एक्सेप्टेबिलिटी का क्या विस्तार है देखते हैं 20 BY20 मैट्रिक्स क्या है हम यहां पूरे400 एलिमेंट लेते हैं यह एक समान है या अलग है देखते हैं यह सिमिट्रिक है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स रीजन वन पर है जो पहले बताया गया है तो हमें सिमिट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमारे पास अलग अलग सीक्वेंस है जैसे 1234567 एक अलग सीक्वेंस से हम और दूसरे सीक्वेंस बना सकते हैं आप यहां म्यूटेशन भी देख सकते हैं तो प्रश्न यह हैA ए GLYCINE मैं MUTATEहोता है उदाहरण के तौर पर यदि ACG CT AF KI है तो दूसरी बात है की म्यूटेशन क्या है A MUTATED G मैं होता है तो यहां परGCG सीक्वेंस है यह एक सा हैCTAFKI अब तीसरा सीक्वेंस देखें यहां I का mutationL मैं हुआ है तो आप चेंज सीक्वेंस देखें यहACGCTAFKL होगा अब हम दूसरा चेंजA सेG देखेंगे आप सीक्वेंसGC GGC GCTG FKI होगा हम C सेG का चेंज देखेंगे औरA काG मैं परिवर्तन देखेंगे यहांA का परिवर्तनG तथा Aका परिवर्तनL मैं दिख रहा है तो यहAL है अब हम दूसरे म्यूटेशन जैसेC काS औरG काA में म्यूटेशन देखेंगे तो आप एक Tree का निर्माण कर सकते हैं यह प्रत्येक सीक्वेंस के सब्सीट्यूशन पर निर्भर करता है तो हमPTM मैट्रिक्स का अगली क्लास में वर्णन करेंगे तो यहां हमने एलाइनमेंट और दो का कंपैरिजन समझा जब हम दो सीक्वेंसA औरB को कंपेयर करते हैं तो हमें अलग अलग चेंज दिखते हैं यह सब्सीट्यूशन है जो म्यूटेशन का कारण हो सकता है यदि एक या दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंट इंसर्ट किए जाएं तो यहinsertion कहलाता है एमिनो एसिड रेसिड्यू या न्यूक्लियोटाइड को पहले सीक्वेंस से अलग करना डीलीशन कहलाता है तो इस तरह से अलग अलग तरीके हैं कि हम दो सीक्रेट को किस तरह एलाइन करें हमारे पास दो अलग लंबाई के सीक्वेंस और यदि इन्हें विदाउट गैप एलाइन करना हो और दूसरा एस्पेक्ट इनमें गैप को इंट्रोड्यूस करना हो तीसरा ओरिजिनेशन और गैप पेनाल्टी मैं क्या अंतर है कितने गैप और कितने टाइम मैं इन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्कोरिंग कैसे की जाती है इसको करने के और कौन से तरीके हैं ट्रांजिशन या ट्रांस वर्जन और मैच स्कोर हो सकता है एमिनो एसिड के लिए कौन से स्कोर के तरीके हैं हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर साइज और कोडान के परिवर्तन के आधार पर मुख्य रूप से हम दो सीक्वेंस के एलाइनमेंट को इवोल्यूशनरी रेट को चेक करने के लिए करते हैं वास्तव में यह चेंज एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस मैं होता है इस पर आधारित हमPAM MATRIX deriveकरते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण फैक्टर कौन से हैं यह म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी है साथ ही स्पेसिफिक म्यूटेशन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हम कुछ नॉर्मलईजेशन ट्रैक्टर देखते हैं अंत में लॉग के द्वारा लॉग odd मैट्रिक्स देखते हैं इस तरहPAMmatrix कोlog odd matrix भी कहते हैं अब इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे Thanks for the kind attention